पिछली क्लास में हम सोर्स फ्री सीरीज RLC सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे इसलिए हम अपनी इस सप्ताह की यात्रा वहीं से शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है जब हम स्टेप इनपुट लगाते हैं इस सर्किट में तो आइए हम पहले समझते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था पिछली क्लास में हमने सोर्स फ्री सीरीज RLC सर्किट पढ़ा था और हम वार्ता कर रहे थे करैक्टेरिस्टिक इक्वेशन के बारे में जो हमें KVL से मिलता है और जो सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है इसीलिए इसे सेकंड ऑर्डर सर्किट कहते हैं अगर आप इस चित्र को देखें तो एनर्जी शुरुआत में इंडक्टर और कैपेसिटर में स्टोर है कैपेसिटर पर इनिशियल वोल्टेज है और इंडक्टर में इनिशियल करंट है क्योंकि यह दोनों एनर्जी स्टोर करते हैं इसीलिए सर्किट में करंट बह रहा है अब हम इक्वेशन को KVL की मदद से निकालेंगे जोकि सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है जो है अब मान लीजिए करंट को के बराबर है और अगर हम इसकी वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे और हल करेंगे तो हमें इक्वेशन के दो रूट्स मिलेंगे और हमने αऔर माना है और जब हम इसे हल करेंगे तो हमें और मिलेंगे जैसा यहां दिख रहा है और की वैल्यू के हिसाब से हमें तीन सॉल्यूशन मिले हैं इस इक्वेशन के पहला जबहोगा तब इसे ओवरटडैंप सर्किट कहेंगे दूसरा जब होगा तब इसे क्रिटिकली डैंप सर्किट कहेंगे और जब होगा तब इसे अंडरडैंप सर्किट कहेंगे अब जब हम कहेंगे कि सर्किट ओवरटडैंप है और यहांहोगा तब हमें कंडीशन मिलेगा और इस कंडीशन के हिसाब से करंट की वैल्यू मिलेगी अब जब हम इस करंट का ग्राफ बनाएंगे t के रिस्पेक्ट में तो करंट 0 से शुरू होगी और फिर किसी एक बिंदु पर जाकर सेटल होगी क्योंकि यह एक सोर्स फ्री सर्किट है फिर उसके बाद वह 0 तक पहुंच जाएगी tinfinity पर अब दूसरा केस जो हमने डिस्कस किया था जहां होगा और होगा और हमने पाया था कि इस केस में करंट होगा जब हम इस करंट को टाइम t के साथ प्लॉट करेंगे तो करंट की करैक्टेरिस्टिक्स कुछ इस चित्र की भांति दिखेगी और हम देख रहे हैं कि t 1α पर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है अब अगर हम तीसरे केस की बात करें तोहोगा और इस केस में होगा जब हम करंट की इक्वेशन देखते हैं तो हमें एक्स्पोनेंशियल टर्म के साथ साथ साइन और कोसाइन टर्म भी देखने को मिलता है इसलिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे t के रिस्पेक्ट में तो वह एक्स्पोनेंशियलई घटता हुआ दिखेगा और वह साथ में ही औसीलेट करता हुआ भी दिखेगा क्योंकि यहां साइनोसोएडल कंपोनेंट भी है और उसका टाइम पीरियड है और वह एक्स्पोनेंशियल कंपोनेंट के चलते एक्स्पोनेंशियलई घटता हुआ भी दिख रहा है यही सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आइए अब हम RLC नेटवर्क के कुछ गुण देखते हैं अब हम यह कह सकते हैं कि डैंपिंग इफेक्ट सर्किट में रजिस्टेंस R के कारण होता है क्योंकि डैंपिंग फैक्टर डिपेंड करता है R पर इसलिए R की वैल्यू बदल बदल कर हम अलग अलग तरीके के डैंपिंग इफेक्ट देख सकते हैं जब α 0 होता है मतलब R0 होगा और इसका यह मतलब होगा कि सर्किट प्योर LC सर्किट है और इस केस में हमारे पास सिर्फ होगा यह कुछ और नहीं बल्कि undamped नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इस केस में रिस्पांस सिर्फ आशीलेट करता रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी विघटित होने वाला कंपोनेंट नहीं है तो R की वैल्यू को बदल बदल कर हम रिस्पांस को अंडैंप ओवरटडैंप या क्रिटिकली डैंप या अंडरडैंप बना सकते हैं इसलिए R एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है सीरीज RLC सर्किट में सर्किट में ऑस्किलेटरी रिस्पांस होता है दो तरह के स्टोरेज एलिमेंट होने के कारण यहां हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर भी है जो स्टोरेज एलिमेंट की तरह काम करते हैं इसलिए L और C दोनों होने के कारण एनर्जी दोनों तरफ बहती है इसलिए हमें ऑस्किलेटरी रिस्पांस मिलता है और सर्किट में अंडरडैंप रिस्पांस को रिंगिंग कहते हैं क्रिटिकली डैंप केस अंडरडैंप और ओवरटडैंप केस के बॉर्डर पर होता है और यह सबसे तेजी से घटता है तो अगर आपको कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो तेजी से घटे तो वह क्रिटिकली डैंप होगा ठीक उसी इनिशियल कंडीशन पर ओवरटडैंप केस का सेटलिंग टाइम सबसे लंबा होता है क्योंकि इस केस में स्टोर एनर्जी को विघटित होने में सबसे ज्यादा समय लगता है अब अगर आपको बहुत तेजी से घटने वाला रिस्पांस चाहिए बिना रिंगिंग के तो आपको क्रिटिकली डैंप सर्किट बनाना होगा जिससे आपको तेजी से घटता हुआ रिस्पांस बिना ओसिलेशन के मिल जाए आइए अब हम बात करते हैं सोर्स फ्री पैरलल RLC सर्किट के बारे में तो इस केस में क्या होगा आपके पास R L और C होगा और यह सारे पैरलल मैं होंगे अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इनिशियल कंडीशन पता लगानी है मान लीजिए इंडक्टर से बहने वाली इनिशियल करंटहै और कैपेसिटर पर इनीशियन वोल्टेज है इसलिए t0 पर करंट इक्वेशन 1a द्वारा दिखाई गई है यहां इंटीग्रेशन से 0 तक करना है क्योंकि इसी बीच में सिस्टम रेस्ट में था इनिशियली सर्किट में t0 पर वही करंट होगी जो t0 से पहले सर्किट में थी इसी तरह हम यह मान रहे हैं कि t0 पर कैपेसिटर पर इनिशियल वोल्टेज था अब क्या होगा अब अगर आप इन दोनों इनिशियल कंडीशन को ले और पैरलल सर्किट को तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप KCL आसानी से इस नोड 3 पर लगा सकते हैं जहां यह सब आपस में जुड़े हुए हैं अब यहां रजिस्टर इंडक्टर और कैपेसिटर से बहने वाली करंट का जोड़ 0 होगा जैसा इक्वेशन 2 में दर्शाया गया है अब इक्वेशन 2 को डिफरेंटशिएट करिए और उसे C से भाग दीजिए तो आपको इक्वेशन 3 मिलेगा अब हम करैक्टेरिस्टिक इक्वेशन पा सकते हैं अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को σ से और सेकंड डेरिवेटिव कोसे बदल दे तो हमें करैक्टेरिस्टिक इक्वेशनमिलेगा क्योंकि यह सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है आपको इसके दो रूट्स मिलेंगे रूट्स क्या होंगे रूट्स होंगे और और की वैल्यू जो हमें मिली है वह इक्वेशन 5 के द्वारा दर्शाई गई है अब मान लीजिए की α और है तो हम रूट्स को लिख सकते हैं अब अगर आप इन रूट्स को देखें तो यह वैसे ही हैं जैसा हमें सीरीज RLC सर्किट में मिला था α और की वैल्यू के हिसाब से इसके 3 सलूशन हो सकते हैं अगर इस केस की आप सीरीज RLC सर्किट से तुलना करें तो यहां भी 3 सॉल्यूशन होंगे पहला दूसरा और तीसरा अब जब होगा तो आप इसे ओवरटडैंप केस कह सकते हैं तो क्या होगा अगर आप α और को बदल दे पिछली मानी गई उनकी वैल्यू से तो आपको मिलेगा जो ओवरटडैंप सर्किट की कंडीशन होगी इस केस में इनके रूट्स रियल और नेगेटिव होंगे और यह ठीक वही है जैसा हमें सीरीज RLC सर्किट में मिला था तो उसी तरह जो रिस्पांस आपको मिलेगा वह इक्वेशन 7 में दिया गया है और यह रिस्पांस ठीक वही है जैसा हमें सीरीज RLC सर्किट के केस में मिला था जब होगा तब सिस्टम क्रिटिकली डैंप होगा और यहां कंडीशन होगी तो इस केस में भी रूट्स रियल और इक्वल होंगे इसलिए आप कह सकते हैं कि इक्वेशन 8 इसका रिस्पांस है और यह ठीक उसी तरह है जैसा हमें सीरीज RLC सर्किट में मिला था अब तीसरा केस अंडरडैंप सर्किट का है जहां होगा और होगा तो इस केस में रूट कॉन्प्लेक्स होंगे और उन्हें इक्वेशन 9 से दर्शाया जा रहा है जहां है तो अगर अब आप तुलना करें सीरीज और पैरलल RLC सर्किट की तो आप पाएंगे कि दोनों जगह रूट्स एक ही है परंतु कंडीशन अलग अलग है क्योंकि एलिमेंट्स पैरलल में जुड़े हुए हैं यहां इसीलिए कंडीशन अलग है सीरीज सर्किट से परंतु रिस्पांस वही होगा जैसा सीरीज RLC सर्किट में था इस केस में इक्वेशन 11 से इसे दर्शाया गया है जो एक्स्पोनेंशियल घटता हुआ एवं आशीलेट करता हुआ ग्राफ देगा तो दोनों केस में जैसे सीरीज RLC सर्किट में हम करंट की तुलना समय के साथ कर रहे थे और यहां इस पैरलल RLC सर्किट के केस में हम वोल्टेज को समय के साथ तुलना करने के इच्छुक हैं और यहां भी आपको एक्स्पोनेंशियलई घटता हुआ एवं आशीलेट करता हुआ ग्राफ मिलेगा जो इस टर्म चलते होगा आइए अब हम उस केस के बारे में बात करें जब हम सीरीज RLC सर्किट पर स्टेप इनपुट लगाते हैं t0 पर जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो सर्किट में करंट i बहेगी अब आपको क्या करना है कि आपको इस मेष का इक्वेशन लिखना है हम KVL से मिली मेष के इक्वेशन को सरल बनाने की कोशिश करेंगे तो जब आप KVL लगाएंगे t0 पर उस समय जब स्विच को आप क्लोज करेंगे तो आपको मिलेगा अब आपको पता है कि होता है तो इसका मेष के इक्वेशन में प्रयोग करके आपको सेकंड ऑर्डर इक्वेशन मिलेगा

सीरीज RLC सर्किट की करैक्टेरिस्टिक इक्वेशन DC सोर्स से प्रभावित नहीं होती है तो जब आप इसकी तुलना RLC सर्किट की करैक्टेरिस्टिक इक्वेशन से करेंगे तो आप देखेंगे कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को दो भाग में बांटा गया है पहला नेचुरल रिस्पांस और दूसरा फोर्स रिस्पांस तो यह कुछ स्टेप इनपुट सीरीज RL अथवा सीरीज RC सर्किट में लगाने जैसा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं इसी तरह यहां हम सर्किट के टोटल रिस्पांस को दो भागों में बांट रहे हैं पहला नेचुरल रिस्पांस और दूसरा फोर्स रिस्पांस अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि टोटल रिस्पांस को हम फोर्स रिस्पांस और नेचुरल रिस्पांस का जोड़ लिख सकते हैं जैसा इक्वेशन 4 में दिख रहा है अब नेचुरल रिस्पांस निकालने के लिए आपको Vs 0 रखना होगा तो जब आप Vs 0 रखेंगे इक्वेशन 4 में तो सिर्फ बाई तरफ का कंपोनेंट बचेगा और यह 0 के बराबर होगा और यह ठीक वही केस है जैसा हमने पढ़ा था सीरीज RLC सर्किट में जहां कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता था तो पुराने डिस्कशन के हिसाब से सोर्स फ्री RLC सर्किट में हम आसानी से नेचुरल रिस्पांस लिख सकते हैं और हम यह भी कह सकते हैं कि यहां 3 कंडीशन बनेंगे जो कि ओवरट डैंप क्रिटिकली डैंप और अंडर डैंप हैं यह इक्वेशन 5a5b और 5c से दर्शाए गए हैं अब फोर्स रिस्पांस निकालने के लिए आपको स्टडी स्टेट अथवा फाइनल वैल्यू v की निकालनी होगी जहां t होगा और फाइनल वैल्यू कैपेसिटर पर सोर्स वोल्टेज Vs के बराबर होगा अगर आप इस चित्र में देखें तो जब आप स्विच बहुत लंबे समय के लिए ON करते हैं तो क्या होगा तब इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा जिससे सारा वोल्टेज कैपेसिटर पर आ जाएगा और वह सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा क्योंकि जब कैपेसिटर अपने फाइनल वैल्यू तक चार्ज हो जाता है तब सर्किट में करंट 0 हो जाती है और आपको कैपेसिटर पर वोल्टेज Vs मिलेगा आखिरकार तो यही वैल्यू का हम प्रयोग करेंगे और हम कहेंगे कि फोर्स रिस्पांस कुछ और नहीं बल्कि सोर्स वोल्टेज होगा तो अब हमें यह मिल गया है और अब हम क्या लिख सकते हैं अब हम कंप्लीट सलूशन लिख सकते हैं ओवरट डैंप क्रिटिकली डैंप और अंडर डैंप केस में जो इक्वेशन 7a 7b और 7c द्वारा दर्शाई गई है अब हमारे पास क्या बचा है हमें अब पैरामीटर A1 और A2 का पता लगाना है जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनिशियल कंडीशन की मदद से जिसे हमने माना था t0 पर हमारे पास इनिशियल वोल्टेज और इनिशियल करंट है जो इंडक्टर से बह रही है तो हम उसका प्रयोग करेंगे और तीनों इक्वेशंस मैं अननोन कांस्टेंट्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो इसी के साथ हम अपना आज का सेशन समाप्त करते हैं जहां हमने स्टेप रिस्पांस देखा सीरीज RLC सर्किट पर और हम अपना डिस्कशन जारी रखेंगे अगले लेक्चर में भी जहां हम डिस्कस करेंगे स्टेप रिस्पांस पैरलल RLC सर्किट पर धन्यवाद